पिछले व्याख्यान में मैंने क्रोनिग पेनी मॉडल पेश किया था जहां हमने यहां दिखाए गए फॉर्म होने की पोटेंसियल ली थी जहां पोटेंसियल की ऊंचाई या कुछ V और इसके एक हिस्से की चौड़ाई a थी और दूसरा हिस्सा b था और हमने तरंग फंक्शन के लिए एक समीकरण निकाला और दिखाया कि यदि आप निर्धारक लेते हैं तो यह आपको ऊर्जा बनाम k आरेख देता है अब वे बैंड कैसे उत्पन्न होते हैं और बैंड क्यों होने चाहिए इसे KP मॉडल के सरलीकृत संस्करण में देखा जा सकता है जिसे क्रोनिग पेनी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और मैं इसमें एक चरम पर जा रहा हूं और कहता हूं कि मेरी पोटेंसियल में वास्तव में प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा फ़ंक्शन शामिल हैं तो हमने एक अर्थ में जो किया है वह इन बाधाओं को अनंत ऊंचाई के रूप में लिया गया है और उन्हें शून्य मोटाई का बना दिया है और यह दूरी a है और पोटेंसियल को Vδx a के रूप में दिया जा रहा है यहां Vδx 2a यह Vδ इत्यादि है तो पोटेंसियल अब V mVδx ma के रूप में दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यह अवधि a के साथ आवधिक है और हम इस पोटेंसियल के लिए ऊर्जा बनाम k का निर्धारण करते थे तो चलिए मैं इसे फिर से बनाता हूँ यह एक पोटेंसियल है मान लें कि यह x0 xa x2a इत्यादि पर है फिर से ऊर्जा निर्धारित करने की हमारी रणनीति यह होगी कि k को आवश्यक बॉउंड्री कंडीशंस और बलोच के प्रमेय को पूरा करना चाहिए और इससे E k बनाम k चित्र बन जाएगा तो क्षेत्र x में 0 और एक तरंग फ़ंक्शन के बीच इस समीकरण 22md2 dx2Eψ द्वारा दिया जाता है क्योंकि V 0 है और इसलिए कुछ और नहीं बल्कि एक गुणांक AeiαxBe iαx है तो इस क्षेत्र में जो इस तरह दिया जाता है नंबर एक अब डेल्टा फ़ंक्शन के लिए बॉउंड्री कंडीशन ऐसी है इसलिए यह होने जा रहा है ψ x पर a बराबर निरंतर है और साथ ही x पर बराबर a इस मामले में डेल्टा फ़ंक्शन पोटेंसियल के कारण असंतत होने वाला है और असंततता कितनी है आइए हम करते हैं तो मेरे पास यह श्रोडिंगर इक्वेशन Schrodinger's equation 22md2 dx2mVδx maEψ है मुझे इसे xa ϵ से xaϵ में इंटीग्रेट करने दें इसलिए मैं बस इस डेल्टा फ़ंक्शन में इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं इसे स्क्रीन के शीर्ष पर दिखा रहा हूं मैं बस उस डेल्टा फ़ंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं जिसे मैंने हर जगह इंटीग्रेट किया है यह यहाँ ψ है तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलता है मैं इसे फिर से दिखाता हूं मैं इस डेल्टा फ़ंक्शन में xa पर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे 22ma a Vψa0 मिलता है डेल्टा फ़ंक्शन पोटेंसियल करते समय हमने कई बार ऐसा किया है इसलिए मैं इसे विवरण में नहीं कर रहा हूं मैं हमेशा वापस जा सकता हूं और जांच सकता हूं और इसलिए मुझे a पर माइनस a पर 2mV2 ψ a पर बराबर मिलता है यह बॉउंड्री कंडीशन का मेरा दूसरा समीकरण है और मेरे पास ψ a eikaψ0 के बराबर होने वाला है मैं इसे फिर से एक तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूं तो मेरे पास यह पोटेंसियल है जो इस डेल्टा फ़ंक्शन की तरह है मेरे पास तरंग फंक्शन है आइए हम कहें कि यह x 0 x a और इसी तरह है तरंग फंक्शन यहीं मैं इसे लाल बिंदु से दिखाऊंगा यदि मैं तरंग फ़ंक्शन को दूसरे लाल बिंदु पर लेता हूं तो इसे एक संबंध द्वारा अनुवादित किया जाता है वह यहां है तो आइए हम सब कुछ एक साथ इकट्ठा करें मेरे पास डेल्टा फ़ंक्शन के ये संयोजन x 0 x a x 2 a और इसी तरह हैं तरंग इस क्षेत्र के बीच x o के बराबर होती है 0 और a के बीच x को xAeiαxBe iαx α s2mE2 के रूप में दिया जाता है ध्यान दें कि E 0 से बड़ा है फिर मेरे पास डेल्टा फ़ंक्शन के दाईं ओर a पर xa है मैं इसे दिखाऊंगा कि यह लाल स्थान eikaψ0 के बराबर होने वाला है जो और कुछ नहीं बल्कि eikaAB है अब चूंकि तरंग फंक्शन निरंतर है यह बलोच के प्रमेय द्वारा है मुझे लिखने दें कि यह बलोच के प्रमेय द्वारा है और x a पर बॉउंड्री कंडीशन मुझे बताती है कि ψa ψ के बराबर है और यह AeiαaBe iαa होने जा रहा है और इसलिए मेरे पास बॉउंड्री कंडीशन और बलोच के प्रमेय से एक साथ है कि AeiαaBe iαa जो दर्शाता है मुझे यहाँ से एक तीर बनाने दें xa eikaAeikaB के बराबर है और इसलिए मेरे पास अब A और B के लिए जो समीकरण है वह eiαa eikaA e iαa e ikaB0 है जो मेरी समीकरण संख्या 1 है मेरे पास अभी भी प्राप्त करने के लिए एक और समीकरण है क्योंकि दो गुणांक हैं और यह के अनिरंतरता से आता है तो मैंने पहले ही कहा है कि a ψ यह 2mV2a के बराबर होने वाला है अब a a eika 0 के बराबर होने वाला है यह बलोच के प्रमेय द्वारा है तो यह मुझे eikaiα देता है दूसरी ओर ψ iαAeiαa Be iαa के बराबर होने जा रहा है तो इन दोनों को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर मुझे eiαaA e iαaB2mV2iαψ मिलता है और a हम पिछली स्लाइड पर पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और वह कुछ भी नहीं है लेकिन 2mV2iα के बराबर है a पर और ψ a पर समान है इसलिए मैं इसे eikaAB के रूप में लिख सकता हूं पदों को यहां से वहां लाएं और आपको दूसरा समीकरण मिलता है यहां कुछ गुणांक के साथ A प्लस कुछ गुणांक यहां B 0 है जो दूसरा समीकरण है मैं उन विवरणों पर काम नहीं कर रहा हूं जिन्हें आप बस उन्हें काम कर सकते हैं इसलिए मुझे फिर से A और B के लिए दो समीकरण मिलते हैं मेरे पास कुछ गुणांक गुणा a प्लस कुछ अन्य गुणांक गुणा B 0 के बराबर है यह मेरा समीकरण 1 है कुछ अन्य गुणांक गुणा A प्लस कुछ अन्य गुणांक गुणा B 0 के बराबर है यह मेरा समीकरण 2 है ये गुणांक k a V k a V k a और v के पदों में हैं और समाधान के अस्तित्व के लिए फिर से मेरे पास यह होना चाहिए कि इन गुणांकों के निर्धारक गायब हो जाएं मैं उस लेखन को छोड़ देता हूं जो निर्धारक है और यह पूरी चीज आपके लिए काम कर रही है ऐसा करने के बाद हमें जो अंतिम समीकरण मिलता है और यह एक साधारण निर्धारक दो बाय दो मैट्रिक्स CoskaCosαamV22Sinαa है निर्धारक 0 बनाने के बाद ध्यान रखें कि α 2mE2 बराबर है k कुछ दिए गए k a को भी दिया जाता है बाकी चीजें ज्ञात हैं इसलिए समीकरण संतुष्ट होने पर हल दिया जाता है देखते हैं इससे क्या होता है तो मेरे पास समीकरण CoskaCosαamV22α Sinαa है केस एक अगर V 0 है अगर V 0 है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की तरह है तो उस मामले में आप जो चाहते हैं वह CoskaCosαa है इसका मतलब है कि α k के बराबर है जिसका अर्थ है2mE2k या E यह 2k22m के बराबर है यही सही उत्तर है क्या होगा अगर V 0 नहीं है फिर जहां कहीं भी ये समीकरण संतुष्ट होते हैं वहां समाधान दिया जाता है लेकिन आइए हम एक विचार प्राप्त करें कि समाधान कैसा दिखेगा तो अगर मुझे αa बनाम दाहिने हाथ की तरफ प्लॉट करना था तो यह CosαamV22α Sinαa है आइए हम इसे αa न रखें आइए हम इसे केवल α के रूप में रखें तो अगर मैं α बनाम इस पद के दाहिने हाथ की प्लॉट रचता हूं तो यह इस तरह दिखेगा α बढ़ने पर आयाम नीचे जाता रहेगा क्योंकि Sinα को α से विभाजित किया जाता है यह बिंदु 1 से बड़ा है दूसरी ओर Coska का अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान 1 है यह 1 है यह 1है चूंकि Coska CosαamV22α Sinαa के बराबर है समाधान के अस्तित्व के लिए दाहिने हाथ की ओर एक से अधिक नहीं होना चाहिए तो समाधान केवल इन क्षेत्रों में मौजूद होगा यदि α इस बिंदु और इस बिंदु के बीच है समाधान मौजूद है तो अगर α इसके बीच है और यह बिंदु समाधान मौजूद है तो मैं इसे यहां पढ़ूंगा यदि α इस बिंदु के बीच है और बिंदु समाधान मौजूद है और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए समाधान मौजूद नहीं है अब α E से संबंधित है तो मैं इसे बाईं ओर दिखाता हूं α 2mE2 है तो केवल अगर ऊर्जा कुछ क्षेत्रों में है कि मैं इस समीकरण का समाधान ढूंढ सकता हूं अन्यथा नहीं तो ऊर्जा केवल इन बैंडों में निहित है तो ये बैंड वहीं से उठते हैं तो मैंने आपको जो दिखाया है वह यह है कि यदि मैं डेल्टा फ़ंक्शन पोटेंसियल के इस चरम मामले को लेता हूं तो यह देखना बहुत आसान है कि बैंड उत्पन्न समाधान मौजूद हैं बलोच की प्रमेय और बॉउंड्री कंडीशन सभी केवल ऊर्जा के कुछ क्षेत्रों के लिए संतुष्ट हैं अन्यथा वे नहीं हैं तो यह आपको तुरंत बताता है कि बैंड क्यों मौजूद हैं अब अगर मुझे फिर से प्लॉट करना है और यह 1 और 1 है तो केवल ये क्षेत्र मुझे ऊर्जा देते हैं जिसकी अनुमति है और अब अगर मुझे ऊर्जा बनाम k की प्लॉट करनी है और आप ऊर्जा पर स्कैन करके कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि किसी दिए गए k के लिए और फिर से मैं खुद को k तक सीमित कर सकता हूं a से a के बिच आपको ऊर्जा मान मिलेंगे जैसे यह लंबवत है और इसी तरह और इस बैंड में से प्रत्येक यहाँ कटा हुआ क्षेत्र से मेल खाता है तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक आदमी के लिए ऊर्जा या तो न्यूनतम या अधिकतम है यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह 1 और प्लस 1 को कहाँ काटता है और आप पाएंगे कि यह या तो k बराबर 0 है या k बराबर a या πa है हमें क्या करना है इस समीकरण को देखें और इन बैंडों को V के विभिन्न मूल्यों के लिए प्लॉट करने का प्रयास करें और देखें कि क्या होता है आप मुझसे यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि यदि मैं k बड़ा करने के लिए इस समीकरण को हल करने के बाद k को बड़ा कर दूं तो क्या होगा आपको ऐसी ऊर्जाएँ मिलेंगी जो इस तरह हैं जो पहले ब्रिलॉइन ज़ोन में हो रहा है उसकी सटीक पुनरावृत्ति आपको ऐसी ऊर्जाएं मिलेंगी जो इस प्रकार हैं जो आपको फिर से बताता है कि k वास्तव में आप π a और a के बीच प्रतिबंधित कर सकते हैं और वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ऊर्जा के बारे में सारी जानकारी यहीं मिलती है ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस डेल्टा फ़ंक्शन या आवधिक पोटेंसियल को पेश करके हमने यहां एक अंतर बनाया है जिसे मैं इस लाल अंडाकार द्वारा दिखा रहा हूं और ऊर्जा इन बैंडों में निहित है और इसके निहितार्थ हैं जिन पर मैं बाद में कुछ व्याख्यानों पर चर्चा करूंगा तो इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए एक हमने आवधिक V को m बराबर माइनस अनंत डेल्टा फ़ंक्शन पोटेंसियल के संयोजन के रूप में लेते हुए क्रोनिग पेनी मॉडल को सरल बनाया और दो यह तरंग फंक्शन AeiαxBe iαxA देता है और फिर तीन बॉउंड्री कंडीशन की संतुष्टि और बलोच के प्रमेय ने E के समीकरण को जन्म दिया और इससे बैंड बन गए